ठीक है तो इंडक्टेन्स चैप्टर को बंद करने से पहले हम कुछ और उदाहरण लेंगे फिर हम अगले अध्यायों पर जाएंगे तो इस उदाहरण पर आते हैं तो पहली बात यह है कि यह निर्धारित करें कि आप 1 या 2 के बीच में जानते हैं अध्याय II आपके लिए कई उदाहरण लेकर आया है लेकिन समय की कमी लगातार है लेकिन इस उदाहरण को देखें आकृति I में मैं आपको दिखाऊंगा कि एक स्ट्रैंड की त्रिज्या r के रेफरेंस में एक कंडक्टर का ज्यामितीय माध्य त्रिज्या इन 3 बराबर किस्में के लिए कैसे निकालना है जो कि आकृति 19 ए में दिखाए गए हैं और बी में 4 बराबर स्ट्रैंड आकृति 19 बी में दिखाए गए है तो यह आपकी आकृति 19 ए है और यह आपकी आकृति 19 बी ठीक है तो आपको इस कॉन्फ़िगरेशन और इस कॉन्फ़िगरेशन का ज्यामितीय माध्य त्रिज्या ज्ञात करना है तो इसके लिए यह बहुत ही सरल है यह एक Ds के बराबर है आपको सभी कंडक्टरों की एक ही त्रिज्या पर विचार करना होगा इसलिए आप उदाहरण के लिए इस कंडक्टर इस पर विचार करें तो Ds r1 के बराबर होगा जो कि यहां से दूरी 2 r है Dsr2r2r22 rr14 तो यह 2r होगा और यहां से यहां दूरी फिर से 2r गुणित 2r है इस कंडक्टर के लिए देखो r होगा लेकिन बाकी यह 2r होगा 2r कृपया इसे 2r गुणित 2r न बनाएं यह एक तिहाई शक्ति के लिए गलत होगा तो Ds तब r 07788r के बराबर होगा जिसे आपने पहले देखा है और यदि आप इसे सरल करते हैं तो आपको Ds वास्तव में 146r के बराबर प्राप्त होगा जो सबसे सरल है लेकिन आप इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं अब दूसरे मे आपके पास 4 ऐसे कंडक्टर हैं इसलिए सभी कंडक्टर एक ही त्रिज्या r वाले हैं तो इस मामले में आपको Ds पता लगाना है ज्यामितीय माध्य त्रिज्या उदाहरण के लिए इस कंडक्टर पर विचार करें तो यह r है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी इस कंडक्टर से 2r है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी इस कंडक्टर से भी 2r है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये 2 कंडक्टर 2√2r होंगे क्योंकि यह 2r है यह 2r है तो विकर्ण लेते है तो यह 2 r वर्ग प्लस 2 r वर्ग का वर्गमूल है जो 2√2 गुणित r की शक्ति 1 भागित 4 हो जाएगा इसलिए r 07788r तो 07788r इसलिए यह r r r r की शक्ति 4 के लिए होगा तो 07788 गुणित 8√2 गुणित r की शक्ति 4 की शक्ति 1 भागित 4 इसलिए Ds 1722r है ठीक है तो यह आपका उत्तर है जो कि ज्यामितीय माध्य त्रिज्या है यदि यह 3 कॉन्फ़िगरेशन है और यदि कॉन्फ़िगरेशन इस तरह और यदि कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से है ठीक है इसलिए एक और उदाहरण हम लेंगे और उसके बाद हम अगले विषय के अगले अध्याय पर जाएंगे इसलिए उदाहरण के लिए आप इसे लेते हैं आप इसे पहले लेते हैं आप समस्या को एक 3 फेस अन ट्रांसपोज़्ड ट्रांसमिशन लाइन और एक टेलीफोन लाइन के रूप में देखते हैं जो मैं बाद में आपको दाईं ओर की आकृति में दिखाऊंगा लाइन उसी टॉवर पर समर्थित है जैसा कि आकृति 20 में दिखाया गया है यहीं मैं बाद में समझाऊंगा विद्युत लाइन 50 हर्ट्ज बैलेन्स करेंट या 150 एम्पीयर मेग्नीट्यूड 150 एम्पीयर प्रति फेस वहन करती है टेलीफोन लाइन सीधे फेस C के नीचे स्थित है टेलीफोन लाइन में प्रेरित प्रति किलोमीटर वोल्टेज का पता लगाना यह प्रॉबलम है अब यह आपका 3 फेस अन ट्रांसपोज़्ड लाइन है तो यह हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन यह a b c है इन 3 फेस की दूरी a और b के बीच 4 मीटर है b और c 4 मीटर और a और c ऑटोमेटिकली आपके 8 मीटर होंगे और टेलीफोन लाइन आपके उस फेस c कंडक्टर के नीचे है तो यह है कि यहाँ दिया जाता है टेलीफोन लाइन सीधे फेस c के नीचे स्थित है तो यह फेस c के नीचे है इसलिए यह सिमेट्रिकल है तो यह T1T2 टेलीफोन लाइनें है तो इन 2 लाइन के बीच की दूरी 12 मीटर दी गई है इसका मतलब है केंद्र बिंदु से एक तरफ यह 06 है यह इस तरफ 06 है तदनुसार आप दूरीकी गणना करते हैं क्योंकि आपको Db1 Db2 Da1 Da2 सभी दूरी की गणना करनी है तो यहाँ से यहाँ दूरी 4 मीटर की दूरी दी गई है यह दूरी दी गई है तो इसलिए यह 06 मीटर वास्तव में यह 06 मीटर वास्तव में यह एक यह एक यह 06 है तो स्वाभाविक रूप से यह दूरी 4 माइनस 06 होगी इसका मतलब है कि यह 34 मीटर है इसलिए क्योंकि आपको Da1 Da2 Db1 Db2 की गणना करनी है इसलिए Db2 Db2 462 42 यह आपका Db2 है इसलिए यदि आप यहां से यहां तक जाते हैं तो यह 46 है और यहां से यहां समकोण त्रिभुज है तो यहां से यहां यह 4 है और यहाँ से इस बिंदु तक मेरा मतलब है कि यह बिंदु ठीक है तो यह आपका 46 है क्योंकि यह 4 है और यह 06 है इसलिए आप 6096 मीटर की गणना कर सकते हैं इसी तरह आप Db1 की गणना करते हैं तो यहां से यहां यह 34 है और यहां से यहां यह 4 है तो अंडररूट 342 42 इसलिए यह 525 मीटर के बराबर है इसी तरह यदि आप यहां से यहां Da2 की गणना करते हैं तो a से लेकर c तक यह 8 है और यह 06 है तो यह 862 है और यह ऊर्ध्वाधर 42 है इसलिए यह 9484 मीटर है इसी तरह Da1 आप Da1 की गणना कर सकते हैं जैसे ही आप इसकी गणना करेंगे यह यहाँ से 4 है यहां से यहां 34 है इसलिए यहाँ से कुल मिलाकर यह 74 है तो अंडर रूट 742 प्लस वर्टिकल यह है यह 4 दिया गया है इसलिए यह प्लस 42 है जो 841 मीटर के बराबर है तो इन सभी दूरियों की गणना कर ली गई है तो आपको पहले सभी दूरियों की गणना करनी होगी एक बार गणना करने के बाद फिर आकृति 20 से यह आपका आकृति 20 है आकृति 20 से कंडक्टरों T1 और T2 के बीच फ्लक्स लिंकेज कंडक्टर T1 और T2 के कारण मेरा मतलब है टेलिफोन लाइन कंडक्टर ठीक है करंट Ia के कारण समान सूत्र हम λ12 में उपयोग करेंगे कंडक्टर T1 और T2 के बीच फ्लक्स लिंक ब्रैकेट में Ia लिखा जाता है यह करंट Ia के समान सूत्र 04605 Ia log Da2 Da1 मिलि वेबर टन्स प्रति किलोमीटर के बराबर है ठीक है इसी तरह यह आपका Da2 Da1 है करंट Ia के कारण है ठीक है इसी तरह से कंडक्टर T1 और T2 के बीच फ्लक्स लिंकेज करंट Ib के कारण होता है जो कि फेस यह कंडक्टर फेस b में है जो Ib करंट प्रवाहित कर रहा हैं तो यह भी λ12 है यह आपके कंडक्टर T1 और T2 के बीच करंट के प्रवाह के कारण फ्लक्स लिंकेज हैं Ib 04605 Ib log Db2 Db1 मिलि वेबर टन्स प्रति किलोमीटर मे अब अगला Dc1 के बराबर है क्योंकि यह इस Dc1 का अर्थ है कि यह दूरी और यह दूरी इसका मतलब है कि C से T1 और c से T2 अगर हम C से T1 Dc1 और C से T2 Dc2 मानते हैं तो ये 2 दूरियां समान हैं इसलिए यदि Dc1 Dc2 है तो λ12 0 होगा क्योंकि उस स्थिति में यह log Dc1 Dc2 Dc1 होगा लेकिन Dc1 Dc2 है इसलिए यह 0 होगा इसलिए सीधे हम λ12 0 लिख रहे हैं सिमेट्री से केवल इस कारण कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ Dc c से T1 जो Dc1 है और c से T2 Dc2 है ये 2 दूरियाँ समान हैं इसलिए यह 0 है ठीक है इसलिए कंडक्टर T1 और T2 के बीच कुल फ्लक्स लिंकेज सभी धाराओं के कारण कुल फ्लक्स लिंकेज हैं तो हम क्या करेंगे हम सभी को जोड़ देंगे इसलिए कुल फ्लक्स लिंकेज 12 12Ia 12Ib12Ic 12Ic वैसे भी यह 0 है इसलिए आप इन 2 एक्स्प्रेशन्स को सब्स्टीट्यूट करते हैं कि 12Ia बराबर है और 12Ib इन 2 एक्स्प्रेशन्स के बराबर है जिन्हें आप सब्स्टीट्यूट करते हैं और 12Ic 0 होगा ठीक है इसलिए यह होगा 12 04605 Ialog Da2Da1 Iblog Db2Db1 मिलि वेबर टन्स प्रति किलोमीटर पॉजिटिव फेज सीक्वेंस के लिए Ia को रेफरेंस के रूप में लेते हैं मान लीजिए कि आप Ia को रेफरेंस के रूप में लेते हैं इसलिए Ib Ia∟ 1200 के बराबर होगा जो कि फेजर आरेख Ia Ib Ic नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमने पहले देखा था इसलिए यह समझ में आता है तो Ib Ia∟ 1200 के बराबर है बेलेन्स सिस्टम के लिए इसलिए यहां आप इस एक्स्प्रेशन में IbIa∟ 1200 को सब्स्टीट्यूट करते हैं तो 12 04605 Ialog Da2Da1 और Ib के बजाय हम Ia∟ 1200 रखते हैं तो Ia∟ 1200 log Db2Db1 मिल्ली वेबर टन्स प्रति किलोमीटर यह समान है इसलिए आप Ia कॉमन लेते हैं तो 12 04605 log Da2Da1 1 ∟ 1200log Db2Db1 मिल्ली वेबर टन्स प्रति किलोमीटर ठीक है तो यह एक्स्प्रेशन है हालांकि आप जानते हैं कि दूरी Da2 Da1 Db2 Db1 और सभी आपको पता हैं अगला है कि इन्स्टेंटेनियस फ्लक्स लिंकेज को λ12 t 2 मॉड 12 cos⁡ωtα के फ़ंक्शन के रूप में दिया जा सकता है आप यह मानते हैं कि इन्स्टेंटेनियस फ्लक्स लिंकेज हमें दिया जा सकता है तो यह रूट 122 12 है क्योंकि हम मान रहे हैं कि यह 12 मेग्नीट्यूड जो भी आएगा इसलिए यह RMS मान है 2 गुणित यह पीक मान होगा जिसके कारण इसे गुणा किया जाएगा2 cos⁡ωtα इस तरह से आप लेते हैं इसलिए टेलीफोन लाइन में इंड्यूस्ड वोल्टेज V है वह d के बराबर है d के dTddtof 12 आप समय के रिस्पेक्ट मे डिरिवैटिव लेते है वोल्टेज एक्स्प्रेशन माइनस 2ω मॉड 12t 12 sinωtα वोल्ट वोल्ट प्रति किलोमीटर के बराबर है आप इस समीकरण का डिरिवैटिव लेते हैं इसलिए V को आप लिख सकते हो 2ω मॉड 12 यह माइनस साइन यहाँ है इसलिए इसे आप sinωtα के बजाय cosωtα900 वोल्ट प्रति किलोमीटर लिख सकते हैं इसलिए आप इसे Vrms लिख सकते हैं 2 अभी नहीं है यदि आप Vrms लिखते हैं तो 𝜔 mod 12 और कोण α900 है तो कोण α900 वोल्ट प्रति किलोमीटर है मुझे आशा है कि आप इसको समझ गए हैं वास्तव में आप जो भी यहां प्राप्त कर रहे हैं वह मूल रूप से आपका RMS मान है RMS मान ठीक है और फिर इसलिए आप इन्स्टेंटेनियस फ्लक्स लिंकेज जिस तरह से आप वोल्टेज या करेंट RMS मान के लिए इन्स्टेंटेनियस करेंट या वोल्टेज में अनुवाद करते हैं वैसे ही ठीक है इसलिए आपका Vrmsω 12∟α900 वोल्ट प्रति किलोमीटर है अब 12 आप इस एक्स्प्रेशन में सब्स्टीट्यूट करते हैं कि Da2 Da1 और Db2 Db1 आप सबको सब्स्टीट्यूट करते हैं यदि आप ऐसा करते हैं तो यह 04605 गुणित Ia है Ia करेंट का मेग्नीट्यूड 150 एम्पीयर दिया गया है और हमने Ia को आधार संदर्भ लिया है इसलिए 150 कोण 0 डिग्री है जिसे आप लॉग में लिखते हैं फिर इन सभी दूरियों की गणना की जाती है Da2 9484 है Da2 948 Da1 841 और Db2 6096 और Db1 5251∟ 1200 मिल्ली वेबर टन प्रति किलोमीटर है फिर यदि आप इसे सरल करते हैं तो यह λ12 4112 कोण माइनस 706 डिग्री मिल्ली वेबर टन प्रति किलोमीटर होगा ठीक है तो यह RMS मान है यह मेग्नीट्यूड और यह कोण है इसलिए शुरू में हम मानते हैं कि cosωtα12 यह वह प्रारंभिक मान है जिसे हम ωtα मानते हैं इसका मतलब है कि आपका α वास्तव में माइनस 706 डिग्री के बराबर है और 12 मेग्नीट्यूड RMS का मान 4112 है यह मिलि वेबर टन प्रति किलोमीटर है लेकिन यह यहां लिखा नहीं है यह समझने योग्य है इसलिए Vrms ω 12 ∟α900 होगा क्योंकि यह RMS मान का एक एक्स्प्रेशन है जो आपको ω 12 ∟α900 वॉल्ट प्रति किलोमीटर मिला है इसलिए यह एक 50 हर्ट्ज सिस्टम है तो ω2πf 2π50 12 4112 है तो α 7060900 मिली वेबर है लेकिन यह चीज़ 10 3 से गुणा की जाती है क्योंकि मिली टर्म को 10 3 से बदला गया है यह वोल्ट प्रति किलोमीटर होना चाहिए तब वास्तव में Vrms 1291 कोण 1940 वोल्ट प्रति किलोमीटर के बराबर है तो यह आपका उत्तर है ठीक है इंडक्टेंस में जाने से पहले कुछ और उदाहरण है लेकिन समय सीमित रहेगा इसलिए कई उदाहरण बाद में आप करेंगे जब आप यह सीखेंगे कि कैसे हल करेंगे हल करने के लिए कई उदाहरण देंगे और उम्मीद है कि कई दिलचस्प समस्याएं हम आपको देंगे ठीक है तो आगे हम आपके ट्रांसमिशन लाइन कैपेसिटेंस की ओर बढ़ेंगे अतः ट्रांसमिशन लाइनों का यह केपेसिटेन्स जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर उनके बीच पोटैन्श्यल डिफ़्रेंस के कारण एक दूसरे के रिस्पेक्ट में केपेसिटेन्स दर्शाते हैं तो यह केपेसिटेन्स कंडकटेन्स के साथ ट्रांसमिशन लाइन का शंट एडमिटेन्स प्रदर्शित करता है लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि वास्तव में कंडकटेन्स इन्सुलेटर की सतह पर लीकेज का परिणाम है और बहुत ही नगण्य है इसलिए कंडकटेन्स को हम कन्सिडर नहीं करेंगे और तीसरी बात यह है कि जब अल्टर्नेटिंग वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन पर अप्लाई किया जाता है तो लाइन करंट लाइन कैपेसिटेंस एक लीडिंग करंट खींचती है आप जानते हैं कि कैपेसिटेंस एक लीडिंग करंट खींचता है या पावर सिस्टम में बाद में हम देखेंगे पावर सिस्टम में आप पाएंगे कि शंट कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है इसलिए मूल रूप से यह आपके ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांसमिशन में रिएक्टिव पावर को इंजेक्ट करता है इसलिए बाद में हम इसे देखेंगे इसलिए आम तौर पर यह हमारा उद्देश्य हैं तो सिंगल फेज लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस के साथ साथ न्यूट्रल कैपेसिटेन्स के लिए ट्रांसमिशन लाइनों की कैपेसिटेंस की गणना करने के लिए इसलिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड वास्तव में एक करंट केरिंग कंडक्टर के आसपास मौजूद होता है जिसे आप जानते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज वास्तव में आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का एक स्रोत है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड वास्तव में पॉज़िटिव चार्ज से उत्पन्न होता है और नेगेटिव चार्ज पर समाप्त होता है जो आपने अपने उच्चतर माध्यमिक भौतिकी में अध्ययन किया है ठीक हैं तो कंडक्टर के बीच कैपेसिटेन्स की मात्रा आपके कंडक्टर की त्रिज्या का फ़ंक्शन है और जिसे आप स्पेस कहते हैं स्पेसिंग और हाइट ग्राउंड से ऊपर तो ये चीजें हैं लेकिन बाद में हम कैपेसिटेन्स पर हाइट के प्रभाव को देखेंगे और बाद में हम देखेंगे तो मूल रूप से 3 चीजें कंडक्टर त्रिज्या स्पेसिंगऔर ग्राउंड के ऊपर की ऊँचाई इसलिए इलेक्ट्रो की परिभाषा से कि कंडक्टरों के बीच कैपेसिटेन्स की परिभाषा जो आपको पता है कि कंडक्टरों पर चार्ज एवं उन दोनों के बीच पोटैन्श्यल डिफ़्रेंस का अनुपात है जो आपके लिए ज्ञात हैं उदाहरण के लिए आप इस फ़िगर पर विचार करते हैं कि यह लंबी लाइन दिखाता है यह आपका कंडक्टर है एक लंबा सीधा कंडक्टर दिखाता है हम मानते हैं कि इसमें एक समान चार्ज है इसलिए अपने पॉज़िटिव चार्ज को मान लें कि यह इसकी पूरी लंबाई में एक समान और पॉज़िटिव चार्ज है ठीक है और अन्य सभी चार्ज से आइसोलेटेड है तो उस चार्ज को समान रूप से वितरित किया जाता है अर्थात मैं इसे पॉज़िटिव कंडक्टर मानता हूँ जिसमे पॉज़िटिव चार्ज समान रूप से वितरित है और किसी अन्य कंडक्टर या अन्य इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रभावित नहीं है तो यह समान रूप से वितरित किया जाता है तो इसकी परिधि के आसपास तो बिजली तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन मूल रूप से रेडियल हैं तो यह बात है तो हम मानते हैं कि यह आपका कंडक्टर है जो करंट ले जा रहा है और इसमें एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज है Q और समान रूप से परिधि के चारों ओर वितरित किया गया है और इस डाइग्राम में 2 पॉइंट हैं एक X1 है और दूसरा X2 है यहाँ से दूरी D1 है और यहाँ से दूरी D2 है और यह आपकी सरफेस के इक्विपोटेंशियल है क्योंकि आप जिसे समान कहते हैं वह इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइनों के लिए इक्विपोटेंशियल ऑर्थोगोनल है इक्विपोटेंशियल सरफेस जो कंडक्टर के चारों ओर संकेंद्रित सिलेंडर होते हैं तो मूल रूप से ये वास्तव में संकेंद्रित सिलेंडर हैं उनकी त्रिज्या कहती है कि उनका केंद्र समान है तो गॉस प्रमेय से हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता विद्युत कंडक्टर की एक्सिस से y दूरी पर मतलब कि कोई भी दूरी यहाँ दी नहीं है लेकिन आप गौसियन प्रमेय से कोई भी दूरी y ले सकते हैं जिसे आप लिख सकते हैं कि Ey q20y वॉल्ट प्रति मीटर है यह समीकरण 1 है इसलिए यह एक नया विषय है तो फिर से समीकरण संख्या 1 से शुरू हो रही है जहां q कंडक्टर की प्रति मीटर लंबाई पर चार्ज है y मीटर में दूरी है और 0 उस फ्री स्पेस की पारगम्यता है जिसे आप जानते हैं 0885410 12 फेराड्स प्रति मीटर और X1 X2 कंडक्टर के केंद्र से दूरी D1 और D2 पर स्थित है यह कंडक्टर X1 और X2 के केंद्र से है यह दूरी D1 और यह दूरी D2 है इसलिए यह आरेख इसे यहीं रखते है इसलिए सिलेंडर के बीच पोटैन्श्यल डिफ़्रेंस पोसिशन X1 से X2 के लिए यह इस तरह से आ रहा है जैसे सिलेंडर के बीच पोटैन्श्यल डिफ़्रेंस पोसिशन X1 से X2 तक संख्यात्मक रूप से एक इकाई 1 कोलॉम्ब के चार्ज को चलाने में किए गए कार्य के बराबर है विद्युत क्षेत्र जो की चार्ज के द्वारा कंडक्टर पर प्रोड्यूस किया जाता है जिसका अर्थ है यहां आपके पास एक इकाई चार्ज एक कोलॉम्ब का है और आप इसे ला रहे हैं जो किए गए काम के बराबर है या संख्यात्मक रूप से किए गए काम के बराबर है जो आप X2 से X1 की ओर ला रहे हैं इसीलिए मैंने आपके लिए लिखा है कि पोसिशन X1 से X2 तक सिलेंडर के बीच पोटैन्श्यल डिफ़्रेंस संख्यात्मक रूप से एक कोलॉम्ब के एक इकाई चार्ज X2 से X1 तक मूव करने में किए गए कार्य के बराबर है ठीक है इसलिए यह V12 आपका वोल्टेज V12 है इसका इंटिग्रेशन D1 से D2 तक होगा क्योंकि यह D1 से D2 तक है जब हम 1 से 2 बना रहे हैं इसका मतलब है कि यह उस बिंदु पर है जो आप बिंदु X1 पर हैं जो कि 1 से 2 है कि V12 D1 से D2 है Ey dy D1 से dy के बराबर है जो की 2πϵ0y गुणित dy के बराबर है अर्थात V12q2πϵ0logD2D1 volt यह समीकरण 2 है इसलिए V12 वास्तव में X2 के रिस्पेक्ट में X1 पर वोल्टेज है V12 पॉज़िटिव है जब q पॉज़िटिव है और D2 D1 है क्योंकि यदि D2 D1 यह पॉज़िटिव होगा और q को पॉज़िटिव होना चाहिए क्योंकि X1 पर X2 की तुलना मे अधिक पोटैन्श्यल है यदि V12 X12 की तुलना में पॉज़िटिव है तो आपका X12 वह है जिसे आप X1 कहते हैं X2 की तुलना में हाइयर पोटैन्श्यल पर है यदि यह नेगेटिव है तो X2 X1 की तुलना में हाइयर पोटैन्श्यल पर होगा तो यह आपका पोटैन्श्यल है जिसे आप वोल्टेज कहते हैं क्योंकि यह वोल्टेज आवश्यक है क्योंकि हमें कैपेसिटेन्स का पता लगाना है तो इसका मतलब है कि आल्टर्नेटिंग करेंट के लिए V12 एक फेसर वोल्टेज है और q एक साइनसोइडल चार्ज का फेसर रिप्रेसेंटशन है अब पोटैन्श्यल डिफ़्रेंस सॉलिड सिलेंड्रीकल कंडक्टर के एरे लिए तो मान लीजिए कि यह आंकृति 2 है और डिस्टोर्शन इफैक्ट की उपेक्षा और यह मानते हुए कि चार्ज को समान रूप से निम्नलिखित स्थिरांक के साथ कंडक्टर के आसपास वितरित किया जाता है कि q1 q2 से qn तक 0 है जो समीकरण 3 है इसका मतलब है आपके पास आपका q1 q2 है फिर qk qi qm qn आपके पास है आपके पास इतने सारे कंडक्टर हैं n की संख्या तक कंडक्टर हैं और दूरी उदाहरण के लिए m से k Dkm ठीक विपरीत है अगर मैं इसे इस तरह घुमाऊं तो यह दूरी वास्तव में Dkm k से m है और यहाँ भी I से m की दूरी Dim है तो यह m कंडक्टर की एरे है अब यदि आप समीकरण 2 को मल्टी कंडक्टर कॉन्फ़िगरेशन में लागू करते हैं जैसा कि आकृति 2 में दिखाया गया है यह आकृति 2 है और यह आपकी समीकरण 2 है लेकिन अब आप इसके लिए आवेदन करते हैं एकल कंडक्टर के लिए लेकिन अब आप इसे मल्टी कंडक्टर के लिए लागू करते हैं एस्यूम कंडक्टर m मे एक चार्ज qm है यह कंडक्टर m मे चार्ज qm है यह m चार्ज qm कूलाम्ब प्रति मीटर है इसलिए qm के कारण पोटैन्श्यल डिफ़्रेंस Vki यह Vki है यह k है यह I है पोटैन्श्यल डिफ़्रेंस यह है कि मैंने कुछ प्लस माइनस Vki को चिह्नित किया है चार्ज qm के कारण इस चार्ज qm के कारण समीकरण यह होगा तो इसीलिए मैं लिख रहा हूं Vkiqm2πϵ0 In वोल्ट यह समीकरण 4 है तो यह है कि यह समीकरण हम समीकरण 2 से लिख रहे हैं जब k m है यदि k m या i m है तो Dmm rm हो जाएगा जब या तो k m के बराबर होगा या I उस समय m के बराबर होगा उस समय Dmm rm होगा जो m th कंडक्टर की त्रिज्या होगी अब यदि आप जो उपयोग करते हैं वो कंडक्टरों की संख्या n है तो आपको सुपरपोजिशन लागू करना होगा इसलिए सुपरपोज़िशन का उपयोग करते हुए कंडक्टर k और i के बीच के पोटैन्श्यल डिफ़्रेंस सभी चार्ज के कारण Vki12πϵ0 होगा Vki12πϵ0 m1NqmIn अब ये सभी चीजें सिग्मा में लेते हैं तो m 1 से m के बराबर हैं आपके पास m की संख्या में कंडक्टर हैं तो m 1 से N के बराबर है qmIn वोल्ट है इसलिए यह समीकरण 5 है इसलिए चीजें सरल हैं यह सबसे सामान्य है और यह k से I जब आप Vk को i करते हैं q भागित 2πϵ0 और कुछ प्लस माइनस पोलरिटी मैंने दिखाया है यह नैचुरल लोग Dim भागित Dkm होगा इतना वोल्ट का इसलिए यह फॉर्मूला n चार्जेस के लिए जनरलाइज़ हैं धन्यवाद